नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है इसके पहले अध्याय में हमने क्रेमर राव बाउंड देखा जोकि अनबायस एस्टिमेटर के वेरियंस पर बुनियादी लोअर बाउंड देता है ठीक हमने क्रैमर राव लोअर बाउंड की एक अभिव्यक्ति भी निकाली जोकि एस्टिमेटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम संभव वेरियंस को दर्शाती है ठीक तो अब इस अध्याय में चलिए हम कोशिश करते हैं एक उदाहरण के द्वारा क्रेमर राव लोअर बाउंड के कंप्यूटेशन को अच्छे से समझने के लिए तो चलिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित एक उदाहरण को लेते हैं क्रेमर राव लोअर बाउंड की गणना के लिए तो इस अध्याय में चलिए हम देखते हैं वायरलेस परिदृश्य में एक क्रेमर राव लोअर बाउंड की गणना के लिए जिसको हम सामान्य रूप से क्रैमर राव बाउंड कह सकते हैं या मूलतः CRB तो वायरलेस परिदृश्य में एक क्रेमर राव लोअर बाउंड की गणना के लिए और चलिए अब हम चलते हैं वायरलेस सेंसर परिदृश्य में चलिए मैं आपको याद दिला दूं हमने पहले ही हमारे वॉयरलैस सेंसर नेटवर्क के बारे में विचार कर लिया है जिसमें एक सेंसर नोड है तो यह हमारा सेंसर नेटवर्क है और जोकि पैरामीटर H को estimate करने की कोशिश कर रहा है यह एक अज्ञात पैरामीटर है जिसे estimate किया जाएगा और हमने N मेजरमेंट Y1 Y2 Up to YN लिए हैं इन सभी को हम अपने N ऑब्जर्वेशन या N मेजरमेंट्स कहेंगे तो हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स परिदृश्य का विचार कर रहे हैं जिसमें एक सेंसर नोड है जिसने पैरामीटर H जिसका ऐस्टीमेशन किया जाएगा के N ऑब्जरवेशन Y1 Y2 Up to YN बनाएं है और हर ऑब्जर्वेशन YK दिया जाता है पैरामीटर H प्लस नॉइस VK से यह वही पैरामीटर है जो एडिटिव व्हाइट गौशियन नॉइस मे देखा जाएगा तो हमारे पास है YK जो बराबर है H प्लस VK जहां VK एडिटिव व्हाइट गौशियन नॉइस है असल में हमने इसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन भी प्राप्त कर लिया है और कुछ नहीं परंतु ऑब्जरवेशन Y1 Y2 Up to YN की ज्वाइंट डेंसिटी है जिसको ऑब्जर्वेशन वेक्टर Y bar से दर्शाया जा सकता है तो हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है और और आप याद कर सकते हैं कि यह लाइक्लीहुड फंक्शन जिसके ऑब्जरवेशन की जॉइन डेंसिटी को एक अज्ञात पैरामीटर के फंक्शन की तरह देखा जा सकता है यह है 1 over 2 pie Sigma squareऔर थोड़ा सा लिखता हूं लाइक्लीहुड फंक्शन P of Y bar कैरक्टराइज्ड बाय H 1 over 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रेस टू पावर ऑफf N बाय 2 टाइम्स E रेस to 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन K बराबर है11 to N YK माइनस H होल स्क्वायर है यह क्या है यह आपका लाइक्लीहुड फंक्शन पैरामीटर के संदर्भमें है जिसे हम कहते हैं हमने प्राप्त किया है ऑब्जरवेशन Y1 Y2 Up to YN की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से जिसे वेक्टर Y bar से दर्शाया जाता है जिसे हम अज्ञात पैरामीटर H के फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरह देखते है यह है लाइक्लीहुड फंक्शन ठीक है तो अब हम क्रैमर राव बाउंड या क्रैमर राव लोअर बाउंड की गणना करेंगे सबसे पहले मुझे शुरू करना चाहिए फिशर इंफॉर्मेशन की गणना से जो कि H कि I है यह हम कह सकते हैं क्रेमर राउंड के बारे में याद कीजिए पैरामीटर के लिए क्रेमर राव लोअर बाउंड दिया गया है H hat माइनस H होल स्क्वायर ज्यादा या बराबर है 1 ओवर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर फॉक्स डेरिवेटिव ऑफ द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के और यह क्वांटिटी यहां जोकि लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है जोकि मूलत पैरामीटर H की फिशर इंफॉर्मेशन है और जैसा कि हमने कहा फिशर इंफॉर्मेशनजितनी ज्यादाफिशर इंफॉर्मेशनजितनी बड़ी फिशर इंफॉर्मेशनजितनी बड़ी लाइक्लीहुड फंक्शन उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा पैरामीटर H के बारे में इसलिए मीन स्क्वेयर उतनी कम होगी स्वाभाविक रूप से अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो एरर कम होगी और यह बहुत ही रोचक गुण है क्रैमर राव बाउंड द्वारा मिलने वाला सहज ज्ञान है यह बहुत ही रोचक है ठीक है तो फिशर इंफॉर्मेशन की गणना के लिए हम शुरू करते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की गणना से और फिर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव की गणना से हमारे पास लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की अभिव्यक्ति है जिसे हम पहले ही देख चुके है तो अब हम लोग लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की गणना करते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का प्राकृतिक लघुगणक हैं यह है आपका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन N बाय 2 लॉग पाई सिगमा स्क्वेयर माइनस N बाय 2 लॉग पाई सिगमा स्क्वेयर 1 ओवर टू सिग्मा स्क्वायर समेशन K बराबर हैं वन टू N YK माइनस H होल स्क्वायर यह है आपका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन अगर अब मैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव की गणना करूंगा आप देख सकते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर के डेरिवेटिव को आप देख सकते हैं यह भाग कांस्टेंट है माइनस बाय 2 लॉग ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर H पर निर्भर नहीं करता है इसका डेरिवेटिव एच के संबंध में 0 होगातो मेरे पास क्या बचा 1 ओवर टू सिग्मा स्क्वायर समेशन K बराबर हैं 1 to Nजो कि डेरिवेटिव है YK माइनस H होल स्क्वायर जो कि 2 गुना है YK माइनस H के तोH के सामने एक नेगेटिव साइन लगाया गया है और इसलिए लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव को सुलझाया जा सकता है 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर Kबराबर हैं1 to N YK माइनस H तो हमने लोग लाइक्लीहुड फंक्शन की गणना कर ली है और हमारे पास लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव की भी गणना कर ली है और हम देख सकते हैं की लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर K जो बराबर हैं 1 to N YK माइनस H के और हम पहले से ही जानते हैं कि YK बराबर है H प्लस VK के जहां VK नॉइज़ है YK माइनस H कुछ नहीं परंतु VK है जोकि नॉइज़ है तो हम जानते हैं मूलता आप जानते हैं और जो कि बहुत ही साफ है मैं फिर से बताता हूं YK जो बराबर हैं H प्लस VK के जो बताता है YK माइनस H कुछ नहीं पर मूलतः VK है जोकि नॉइज़ है जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव को दर्शाता है Y bar H विद रिस्पेक्ट टू H जो बराबर हैं 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर अब माइनस H की जगह लिखेंगे VK और जो कि आपके लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर समेशन K बराबर 1 to N समेशन VK जो कि आपके लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव है फिशर इंफॉर्मेशन लॉक लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो अब हम फिशर इंफॉर्मेशन की गणना से शुरू करते हैं जोकि क्रैमर राव लोअर बाउंड के मूल्यांकन का नया पायदान है फिशर इंफॉर्मेशन लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है जोकि Y bar H है लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू मूलत हम ने लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव की गणना कर ली है 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर समेशन K जो बराबर हैं 1 to N VK होल स्क्वायर 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट हैतो हमें मिलेगा 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर यानी कि 1 ओवर सिग्मा 4 1 ओवर सिग्मा रेस टू पावर 4 समेशन K की एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर है 1 to N VK होल स्क्वायर तो यह है 1 ओवर सिग्मा रेस टू पावर 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर है 1 to N VK होल स्क्वायर अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1 ओवर सिग्मा टू पावर 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन VK होल स्क्वायर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं समेशन K बराबर है 1 to N VK अपने गुना पर अब मैं इंडेक्स को चेंज कर रहा हूं और यह तरीका हमने पहले भी कई बार देखा है K टाइम्स बराबर है 1 to N VK टाइम्स अगर मैं इसे विस्तार से देखूं प्रोडक्ट ऑफ 2 समेशन मेरे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन K बराबर है 1 to N VK VK tilde और अब जबकि एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर लीनियर है अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को अंदर ले चलता हूं और मेरे पास क्या है 1 ओवर सिग्मा टू पावर 4 K बराबर है 1 to N समेशन K tilde बराबर है 1 to N एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VK VK tilde यह है वह कुछ जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं जोकि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VK VK tilde जैसा कि हम बता चुके हैं नॉइस व्हाइट गौशियनएडिटिव व्हाइट गौशियन नॉइस जैसा कि हम बता चुके हैं कि नॉइस सैंपल हैं या कह सकते हैं नॉइस सैंपल्स इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटर गौशियन रेंडम वेरिएबल है ठीक है तो यह नॉइस सैंपल VK VK tiledयह है IID गौशियन ठीक है इन नॉइस सैंपल के गुण पहले भी कई बार विस्तार से देख चुके हैं यह है IID गौशियनइसका मतलब यह सभी आईडेंटिकल गौशियन इसका मतलब सभी का मीन 0 है यह है गौशियन जिसका मीन 0 है और वेरियन सिग्मा स्क्वायर जोकि N से दर्शाया गया है 0 है जोकि इंडिपेंडेंट है जोकि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VK VK tilde जो मूलतः बराबर है 0 तब जबकि K बराबर नहीं है K tilde के और बराबर है सिगमा ए स्क्वेयर के तब जब K बराबर है K tilde के तो चलिए अब हम इसका सार देख लेते हैं ताकि आप इसके गुणों को जान सके जबकि यह डिपेंडेंट है हमारे पास VK की एक्सपेक्टेड वैल्यू है VK tilde बराबर है सिग्मा स्क्वायरतब जब K बराबर है K tilde के और 0 है तब जबकि K बराबर नहीं है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VK VK tilde जो मूलतः बराबर है सिग्मा स्क्वायर डेल्टा के जो डिस्क्रीट डाटा K माइनस K tilde सिग्मा स्क्वायर डेल्टा K माइनस K tilde मूलतः सिग्मा स्क्वायर है तब जबकि K बराबर है K tildeऔर तब जबकि K बराबर नहीं है K tilde यह 0 के बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VK के कॉरिलेशन मैं इसे रख रहा हूं इस अभिव्यक्ति में I ऑफ H अभिव्यक्ति जोकि पैरामीटर H की फिशर इंफॉर्मेशन है जो हमने प्राप्त की है तो इसलिए हमारे पास है H की I जो बराबर है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो मूलतः 1 ओवर सिग्मा टू पावर 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन K बराबर है 1 to N समेशन K tilde बराबर है 1 to NVK VK tilde की एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमने अभी देखा जोकि है सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ऑफ K माइनस K tilde इसका मतलब है यह बराबर है 1 ओवर सिग्मा रेस टू पावर 4 K बराबर है 1 to N K tilde बराबर है सिग्मा स्क्वायर डेल्टा K माइनस K tilde इसका मतलब है कि यह समेशन K tilde बराबर है 1 to Nजिस में भी K tilde K के बराबर होगा वही टर्मस बचेंगे तो यह है 1 ओवर सिग्मा टू पावर 4 K बराबर है 1 to N हर K tildeसिग्मा स्क्वायर बराबर है K के जोकि N टाइम सिग्मा स्क्वायर है समेशन K बराबर है 1 to N सिग्मा स्क्वायर N टाइम सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा रेस टू पावर 4 तो यह बराबर है N के यह कुछ नहीं N डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर जोकि बहुत रोचक नतीजा है तो हमने साबित कर लिया है की किसी भी सेंसर नेटवर्क परिदृश्य में फिशर इंफॉर्मेशन होती है Nडिवाइडेड बाय सिगमा स्क्वेयर और यह क्या है यह मूलतःआप की फिशर इंफॉर्मेशन है H पैरामीटर का फिशर इंफॉर्मेशन इसलिए इस वॉयरलैस सेंसर नेटवर्क के उदाहरण के लिए हमने पहले देखा दो बार असल में हमने एक पहला उदाहरण मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेशन के संदर्भ में देखा इसलिए हमने पैरामीटर H के फिशर इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी एक्सप्रेशन ना तो साबित किया और ना ही निकाला और हमने फिशर इनफॉरमेशन को दर्शाया है जोकि H के I जो बराबर है N डिवाइडेड बाय सिगमा स्क्वेयर द्वारा N जोकि अवलोकन की संख्या है सिग्मा स्क्वायर एक वेरियंस है वेरियंस है हर एक गौशियन नॉइस सैंपल का और यह फिशर इंफॉर्मेशन मूलत कुछ नहीं बल्कि पैरामीटर H के लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के डेरिवेटिव के स्क्वायर के एवरेज वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू है और अब क्रैमर राव बाउंड की गणना करना आसान है क्रैमर राव बाउंड सिर्फ फिशर इंफॉर्मेशन के उल्टा है जोकि 1 ओवर I ऑफ H है इसलिए अब क्रैमर राव बाउंडअर्थात् आपका क्रैमर राव बाउंड जोकि मूलत 1 ओवर फिशर इंफॉर्मेशन जोकि मूलत जोकि मूलत 1ओवर N डिवाइडेड बाय सिगमा स्क्वेयर जोकि बराबर है सिग्मा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N यह है क्रेमर राव बाउंड यह है आपका CRBजो कि किसी भी अनबायस एस्टिमेटर के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला निम्नतम वेरियंस है और इसलिए हमारे पास है क्रैमर राव बाउंड जो कि मूलतः H hat माइनस H होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू से दर्शाया जाता है जोकि ज्यादा या बराबर है सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N से और यही सेंसर नेटवर्क परिदृश्य में क्रैमर राव बाउंड है सेंसर नेटवर्क या वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यह है आपका CRB या क्रैमर राव बाउंड तो हम कह रहे थे कि हमने क्रैमर राव बाउंड को प्राप्त कर लिया है जो कि किसी भी अनबायस एस्टिमेटर के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला निम्नतम वेरियस है और जो कि हमने दिखाया कि वह बराबर है सिगमा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N जोकि है क्रैमर राव बाउंड और आप कुछ रोचक जानकारी देखेंगे हमारे पास एक एस्टिमेटर है जो क्रैमर राव बाउंड का इस्तेमाल कर रहा है और यह कुछ नहीं परंतु मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट है अब याद करें हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट के लिए जोकि बराबर है 1 ओवरN समेशनK जहां के बराबर है 1 to N ऑफ Y ऑफ K यही वॉयरलैस सेंसर नेटवर्क का आपके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है यह वायरलेस सेंसर नेटवर्क का मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का वेरियंस आपको याद करके खुशी होगी की मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का वेरियंस जोकि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat माइनस H होल स्क्वायर जो कि बेशक सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय N है तो यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमने क्रैमर राव बाउंड के द्वारा दर्शाया की निम्नतम वेरियस जो की प्राप्त किया जा सकता है बराबर है सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N के हमारे पास पहले से ही एस्टिमेटर है जोकि क्रैमर राव बाउंड को प्राप्त कर सकता है जोकि है मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट जो हो सकते हैं सैंपल मीन ऑफ ऑब्जरवेशन जो है 1 ओवर N समेशन K बराबर है 1 to N Y ऑफ K के जोकि ऑब्जरवेशन Y1 Y2 Up to YN का सैंपल मीन है हमने कहा कि लाइक्लीहुड फंक्शन का एस्टीमेट प्राप्त किया जा सकता है लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करके लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर H और यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट देगा निम्नतम वेरियंस जो है सिगमा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N क्रेमर राव बाउंड प्राप्त किया जा सकता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट से और इसलिए इसके अलावा और कोई भी अन बायस एस्टिमेटर नहीं हो सकता जिसका निम्नतम वेरियस जो हो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट् तो इस परिदृश्य के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एक उपयुक्त एस्टिमेटर है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुडसंक्षेप में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमारा ML एस्टिमेटर CRB प्राप्त किया जा सकता है ML एस्टिमेटर से जो बराबर है सिग्मा स्क्वायर बाय N के और इसलिए ML एस्टीमेट को जोकि MLE भी कहा जा सकता है जिसका MLE न्यूनतम होता है या किसी भी अन बायस एस्टिमेटर के लिए ML एस्टीमेट का वेरियस निम्नतम होता है और ऐसा एस्टिमेटर एक कुशल एस्टिमेटर कहलाता है कोई भी एस्टिमेटर जो क्रेमर राव लोअर बाउंड को प्राप्त कर सकता है वह कुशल एस्टिमेटर कहलाता है जो एक क्रैमर राव लोअर बाउंड को प्राप्त कर सकता है यह दर्शाता है कि यह एक कुशल एस्टिमेटर है और जो की निम्नतम वेरियस देता है और जो कि मीन स्क्वेयर एरर भी है तब जबकि यह एक अन बायस एस्टिमेटर है इसका वेरियंस मूलतः आपका मीन स्क्वेयर एरर होगा इस अध्याय में हमने क्या देखा हमने एक ठोस उदाहरण लिया जिसमें हमने एक सेंसर का विचार किया एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क के परिदृश्य में N अवलोकनओं के साथ हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की जैसे कि लॉग लाइक्लीहुड और फिशर इंफॉर्मेशनवायरलेस सेंसर नेटवर्क में पैरामीटर ऐस्टीमेशन के लिए फिशर इंफॉर्मेशन के इनवर्स से हमने क्रेमर राव बाउंड प्राप्त किया और हमने दिखाया कि क्रैमर राव बाउंड दिया जा सकता है सिगमा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N से जोकि किसी पैरामीटर H के अन बायस एस्टिमेटर के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला निम्नतम वेरियंस है और यही नहीं मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट भी रोचक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट जोकि काफी शक्तिशाली और जिसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे भी क्रैमर राव बाउंड को प्राप्त किया जा सकता है इसका मतलब है श्रेणी के सारे अन बायस एस्टिमेटर में इसका वेरियंस निम्नतम होगा और इसलिए और कोई भी और अन बायस एस्टिमेटर हो नहीं सकता जिसका वेरियंस निम्न होगा इसका तात्पर्यML एस्टीमेट श्रेष्ठ एस्टिमेटर है इस ऐस्टीमेशन परिदृश्य में और इसीलिए यह एक कुशल एस्टिमेटर कहलाता है क्योंकि यह क्रैमर राव लोअर बाउंड को प्राप्त कर सकता है हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और कई बातें जानेंगे आने वाले अध्याय में बहुत बहुत धन्यवाद